इसलिए अगले एक में हम कुछ उदाहरण लेंगे यह एक है कि केल्क्युलेट करें यह उदाहरण 2 है कैपेसिटेंस टू न्यूट्रल प्रति किलोमीटर को केल्क्युलेट करें अर्थ के प्रभाव पर विचार किए बिना और अर्थ के प्रभाव के साथ कंडक्टर की त्रिज्या 001 मीटर और 35 मीटर के अंतर के साथ और 8 मीटर ग्राउंड के ऊपर है साथ ही परिणाम की तुलना करें तब हम अर्थ के प्रभाव के साथ और बिना परिणाम की तुलना करेंगे तो यहाँ आपको यह ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है कि जिसे आप कोंटेक्टर कोन्फ़िगरेशन कहते हैं तो यह आपका समीकरण 44 को लागू करें तो यह मूल रूप से है C1200121Dr1 D24h2 12 C12 00121 भागित लॉग Dr1 D24h2 12 माइक्रोफैराड प्रति किलोमीटर r 001 मीटर दिया गया है D भी दिया गया है जो 35 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है जो कि जमीन से कंडक्टर की ऊंचाई है यह दिया गया है तो यहाँ आप C12 यहाँ मैं C12 अर्थ लिख रहाँ हूँ क्योंकि यह समीकरण तब है जबकि वास्तव में अर्थ के प्रभाव को माना जाता है तो 00121log 35 यह आपकी d तब r 001 ब्रैकेट 1 प्लस 352 भागित जो आपके 4 गुणित h 8 स्कवेर की पावर ½ है यह वास्तव में 000477 माइक्रोफैराड प्रति किलोमीटर आता है और अगर यह आपके C 1 से 2 है जो 2 कंडक्टरों के बीच है लेकिन अगर यह न्यूट्रल है तो C1 अर्थ C2 अर्थ 2 C12 के बराबर है यह सूत्र आपने पहले C1n C2n 2 C12 देखा है लेकिन अर्थ के प्रभाव को ध्यान मे रखा गया है तो यही कारण है कि C1n ब्रेकेट में अर्थ C2n ब्रेकेट में अर्थ बराबर है 2 C12 अर्थ के तो यह C12 वैल्यू है इसलिए इसे 2 से गुणा किया जाएगा इसलिए यह 000955 माइक्रोफैराड प्रति किलोमीटर होगा यह वह मान है जहां अर्थ के प्रभाव को माना जाता है अब लाइन से न्यूट्रल केपेसीटेन्स के लिए अर्थ के प्रभाव पर विचार किए बिना आप समीकरण 10 लागू करते हैं जो पहले से ही डिराइव्ड है इसलिए C1n C2n2C1200242log Dr तो माइक्रोफैराड प्रति किलोमीटर d ज्ञात है 35 मीटर और r 001 मीटर है तो आपको 000951 माइक्रोफैराड प्रति किलोमीटर मिलेगा इसलिए आप C1n अर्थ भागित C1n का अनुपात लेते हैं तो C1n अर्थ हमें यह मिला है यह C1n अर्थ है जो आपको यह 00955 मिला है इसलिए यदि आप अनुपात लेते हैं तो यह 10042 आएगा अर्थात अर्थ की उपस्थिति में कैपेसिटेन्स 042 प्रतिशत बढ़ जाती है जो नगण्य है इसका मतलब है कि अर्थ की मौजूदगी से कैपेसिटेन्स बढ़ जाती है लेकिन यह नगण्य वृद्धि करता है तो यह है कि आप वह हैं जिसे आप कहते हैं जिसका अर्थ है कि कैपेसिटेन्स कंप्यूटिंग के सभी व्यावहारिक उद्देश्योंके लिए जो आपके उस प्रभाव को अनदेखा कर सकता है जिसे आप अर्थ कहते हैं शायद आपको 3 फेस के लिए भी इसी तरह के निष्कर्ष मिलेंगे इसलिए यह आपके ऊपर है कि मैंने वह चीज दे दी है जिसे आपको प्राप्त करना चाहिए इसके बाद आप एक और उदाहरण 3 के लिए आते हैं तो उस स्थिति में आप 200 किलोमीटर लंबी ट्रांसपोज़्ड डबल सर्किट 3 फेज लाइन के कैपेसिटेन्स और चार्जिंग करेंट को निर्धारित करते हैं जैसा कि चित्र 11 में दर्शाया गया है यह आपका फिगर 11 है आप लाइन को 220KV पर ऑपरेट करते है और कंडक्टर की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दी गई है तो यह है कि आप इसे क्या कहते हैं यह दिया जाता है कि आपकी लाइन आपका ट्रांसपोस है तो यह कोन्फ़िगरेशन है जो अभी हमारे पास है हमने आपकी सभी एक्स्प्रेशन को प्राप्त किया है 3 फेस डबल सर्किट ट्रांसपोज़ लाइन के लिए समान मेथमेटिकल एक्स्प्रेशन हम उपयोग करेंगे तो d1 आपको 75 मीटर दिया गया है d4 भी आपको 9 मीटर दिया गया है यहाँ अगर मैं इसे यहाँ बनाने की कोशिश करूँ तो यह बहुत ही क्लमसी हो जाएगा और r 002 मीटर ये दूरी दी जाती है और यह ऊँचाई यहाँ से यहाँ तक यह भी यहाँ 4 मीटर दिया जाता है यहाँ से यहाँ 4 मीटर यहाँ से यहाँ भी 4 मीटर यहाँ से यहाँ भी 4 मीटर यहाँ से यहाँ भी 4 मीटर तो इसके अनुसार आपको अन्य सभी दूरी को केल्क्युलेट करना होगा इसलिए यदि हम समीकरण 35 लागू करते हैं जो किCan00242log DeqDs माइक्रोफेराड प्रति किलोमीटर है तो यह वास्तव में समीकरण 35 है तो d1 दिया गया है जो 75 मीटर है तो d2 428252 है तो यहाँ से भी आप यह जान सकते हैं कि आपका d2 क्या है आपका d2 क्या होगा तो यह ऊंचाई आपकी 4 है और d4 को 9 मीटर दिया गया है तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका d2 क्या होगा मेरा मतलब है कि आप इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और फिर दूरी को केल्क्युलेट करते हैं और इसे बनाते हैं इसलिए d29168 मीटर ये सभी चीजें जो मैंने पहले बताई हैं मैं नहीं बता रहा हूं कि यह 025 कैसे आएगा तो यह है कि आप इसे बनाते हैं न केवल d1 को 75 दिया गया है और d4 को 9 दिया जाता है बल्कि यह ऊँचाई भी 4 है जिससे आसानी से आप यह पता लगा सकते हैं कि आपका d2 क्या होगा तो अगला यह है कि d3 इसी तरह d3 भी 82752 होगा यह 10965 मीटर हो जाएगा d4 को 9 मीटर दिया जाता है d5 8 मीटर होगा क्योंकि यह एक वर्टिकल हाइट है तो यहाँ यह 4 प्लस 4 8 मीटर और d है और इसी तरह से d को केल्क्युलेट करें दोनों ही d समान हैं लेकिन आप इस d को केल्क्युलेट करें तो यह 407 मीटर होगा इसलिए पहले इन सभी दूरियों को केल्क्युलेट करें इसलिए समीकरण 38 से हमने देखा है Deq13 1316 16 तो इन सभी मानो को सब्स्टीट्यूट करें तो आप Deq 661 मीटर प्राप्त करेंगे इसी तरह समीकरण 39 पहले से ही हमारे पास है Ds12 1316 r d3 और d4 को यहाँ सब्स्टीट्यूट करें तो 00212 ∗ 109653 ∗ 16 मीटर जो आपको Ds 0453 मीटर देगा अब Can अब यह फॉर्मूला 00242log 6610453 माइक्रो फैराड प्रति किलोमीटर होगा जो कि 002078 माइक्रोफैराड प्रति किलोमीटर के बराबर है अब लाइन की लंबाई 200 किलोमीटर है इसलिए Can टोटल 002078 गुणित 200 होगा यह 4157 माइक्रोफेराड देगा अब चार्जिंग करंट का मेग्नीट्यूड मैं mod लगा रहा हूँ चार्ज चार्जिंग करंट ωCanVline to neutral के बराबर है कैपेसिटर आपका फेस से न्यूट्रल के लिए है तो यही कारण है कि यह भी वोल्टेज लाइन से न्यूट्रल मेग्नीट्यूड के रूप में लिया जाना है तो लाइन से न्यूट्रल वोल्टेज सामान्य तौर पर Van एंगल 0 डिग्री है Van का रेफरल मॉड 2203 KV के बराबर है क्योंकि ये 220 किलो वोल्ट लाइन है तो यह लाइन से न्यूट्रल वोल्टेज है इसलिए चार्जिंग करंट का मेग्नीट्यूड 2πf ω 2πf के बराबर होता है हर्ट्ज सिस्टम गुणित 4157 10 6 यह माइक्रो फेराड है यही कारण है कि यह 10 6 फैराड गुणित 2203 एम्पीयर प्रति फेस है इसका मतलब है कि I चार्जिंग करंट जो कि चार्जिंग करंट का मेग्नीट्यूड है प्रति फेस 01658 किलो एम्पीयर प्रति फेस होगा अर्थात चार्जिंग करंट वास्तव मे बहुत छोटा नहीं है यह 01658 किलो एम्पीयर प्रति फेस के बराबर यानी 1658 एम्पीयर प्रति फेस है तो यह है कि चार्जिंग करंट को कैसे केल्क्युलेट करें अब अगले एक में हमारे पास एक अलग कॉन्फ़िगरेशन है तो यह फिगर 12 है इसलिए फिगर 12 एक बंडल्ड सिंगल ओवरहेड ट्रांसमिशन सिंगल फेस ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन को दिखाता है लाइन 132 KV और 50 हर्ट्ज पर काम कर रही है तो यह 132 KV लाइन है प्रत्येक कंडक्टर की त्रिज्या 067 सेंटीमीटर दिया गया है दोनों तरफ यहीं त्रिज्या 067 है इस तरफ भी आपको लाइन का इक्वीवेलेंट रिप्रेसेंटेशन और लाइन के बीच कैपेसिटेन्स को पता करना है लाइन के कैपेसिटेन्स के रूप में यह वास्तव में समबाहु त्रिभुज है क्योंकि d d d सभी दूरी समान है तो यह समबाहु है और यह हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है तो इस मामले में यह केपिटल D है तो इस d का मतलब है a2 यह वास्तव में है आपको बता दें कि यह 3 कंडक्टर हैं जो फेस a में हैं तो बंडल्ड कंडक्टर तो a1 a2 a3 और यहां 3 कंडक्टर हैं हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग b1 b2 b3 और a2 और b1 के बीच की दूरी मेरा मतलब है कि यहां से यहां यह D के रूप में दिया गया है तो यह दूरी D है जो कि 6 मीटर है जो यहां दी गई है यहाँ न्यूमेरिकल मैंने यह सब नहीं लिखा है लेकिन इस D को 6 मीटर दिया गया है और d आपके बराबर है जिसे आप d कहते हैं यह d भी 01 मीटर के बराबर है जो दिया गया है और r 067 सेंटीमीटर यानी 00067 मीटर कंडक्टर की त्रिज्या है जो इस तरफ के साथ साथ इस तरफ है तब आपको यह पता लगाना होगा कि h यह बराबर है इस ऊंचाई के जिसे आप यह पता लगाते हैं क्योंकि यह वह है जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है तो अगर आपको पता चल गया तो आपको यह पता चलेगा कि यह 012- 0052 के अंडररूट के बराबर है क्योंकि d आपके 01 मीटर के बराबर है यह d 01 मीटर है आप एक वर्टीकल लाइन खींचते हैं यहां आप एक वर्टीकल लाइन खींचते हैं इसका मतलब है कि यह आपका h है तो h इस दूरी के स्कवेर d2 माइनस d22 के अंडररूट के बराबर है इसलिए 012 माइनस 0052 के अंडररूट के बराबर है जो 00866 मीटर है तो यह आपका h है अगला आपको DSA और DSB का पता लगाना है मेरा मतलब है कि सेल्फ GMD इस तरफ इस तरफ के साथ साथ यह लाइन a के लिए यह लाइन b के लिए है तो यह साइड आपको पता लगाना है तो मूल रूप से यह एक ऐसा कोन्फ़िगरेशन है जो वास्तव में श्रृंखला समबाहु त्रिभुज को बनाता है तो DSA यह आपका DSA है इस के लिए यह वास्तव में 13 होगा आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक समबाहु त्रिभुज एक समभुज त्रिभुज है केवल एक कंडक्टर जो आप इसे बनाते हैं तो सामान्य रूप से आपको पता है कि यह होगा यदि आप इस कंडक्टर पर विचार करते हैं तो यह आपके da1a1 da1a2da1a3 की तरह होगा तो da1a1 r है और da1a3 d है और यह भी d है इसलिए 13 क्योंकि 3 दूरियाँ है तो यह वास्तव में DSA है तो यहाँ के लिए समान रूप से समान हैं सभी समान हैं अंततः यदि आप 19 लेते हैं तो अंततः यह 13 हो जाएगा तो 00670067 09213 तो 00406 मीटर इसी तरह से इस एक के लिए भी अगर आप किसी को भी लेते हैं तो यह DSB बन जाएगा तो DSB यदि आप इसे लेते हैं यह db1 होगा db11 गुणित आपका db12 db13 यदि आप अन्य दो के लिए दोहराते हैं तो यह समान होगा तो इसीलिए सीधे आप यह लिख सकते हैं कि माफ कीजिये दूसरा एक r d r गुणित d गुणित 2 d तब के लिए जब आप V1 V2 को मानते हैं इसी तरह यदि आप पहले क्षमा करते हैं तो यह आपका DSB है तो dbb इसलिए यदि आप db1 को अपना b2 bb1 b1b1 मानते हैं तो यह r होगा तब b1 से b2 गुणित d और b1 से b3 यह 2 d होगा यह एक है तो जब आप मिड कंडक्टर के पास आते हैं तो यह db2b2 होता है जो कि r और db2b1d है db2b3 भी d होता है जब आप आते हैं यह एक यह एक और यह एक वही होता है तो यह होगा r d 2d19 क्योंकि 3 3 3 पूरी तरह से 9 संयोजन हैं तो यह 3 है इसलिए n2 यह 9 है यहां यह सीमेट्रिकल है यही कारण है कि आप 1 13 लिख रहे हैं लेकिन यहां यह सीमेट्रिकल नहीं है तो यह r d गुणित 2 d गुणित r d d गुणित r d गुणित 2 d में हो जाएगा क्योंकि हम इस एक और इस एक उत्पाद पर b3 या b23 चाहते हैं तो शक्ति 19 इसलिए सरलीकरण के बाद यह आएगा 13 23 19 ठीक तो उस स्थिति में यह 0006713 0123 19 हो जाएगा क्योंकि 2 गुणित 2 4 के बराबर है यही कारण है कि अलग से 19 के रूप में लिया जाता है इसलिए DSB 00473 मीटर होगा अब अब आपको Deq को केल्क्युलेट करना है अर्थात सभी प्रकार के संयोजनों को आपको यहीं पर लेना है यहाँ पर 3 कंडक्टर भी हैं तो 3 3 9 का मतलब है कि सभी संभावनाओं पर विचार करना होगा तो Deq da1b1 बस आपकी समझ के लिए सब कुछ यहाँ किया गया है da1b2 da1b3 आगे आप a2 da2b1 da2b2 da2b3 जारी रखें आगे आप a3 da3b1 da3b2 da3b3 की शक्ति 19 कंसिडर करते हैं तो आप सभी दूरियों को केल्क्युलेट कर सकते हैं d1b1 इन सभी दूरी को आप 61 मीटर की दूरी पर रखते हैं आप सभी प्रारंभिक चीजों को मैंने यहां पर बनाये हैं इन सभी दूरियों को आप आसानी से केल्क्युलेट कर सकते हैं इसलिए यदि आप केल्क्युलेट करते हैं क्योंकि पहले मैंने दिखाया है कि इन सभी चीजों को कैसे बनाया जाए तो da1b1 61 मीटर da1b2 62 मीटर da1b3 63 मीटर आएगा अब da2b1 6 मीटर होगा da2b2 61 मीटर और da2b3 62 मीटर होगा तो एक बार जब आप निकाल लेते है तो इसी तरह आगे होते हैं अब इसी तरह अगर आप da3b2पर विचार करते हैं तो यह होगा मेरा मतलब है da3b2 होगा कि आप इसे वहाँ बनाते हैं और यह समकोण त्रिभुज होगा इन सभी चीजों को आप इसी तरह से गणना करते हैं da3b1 जैसा कि आप यहाँ से फिर से गणना करते हैं यहाँ से आप अपने da3b1 और da3b3 da3b3 da3b2 da3b1 को समान करते हैं ये सभी 3 मामले 3 समकोण त्रिभुज बनाते हैं और तदनुसार आप गणना करते हैं तो da3b2 होगा 008662 6152 12 यह 61506 मीटर होगा इसी तरह da3b1 008662 6052 12 605606 मीटर और इसी तरह da3b3 008662 625212 62506 मीटर तो अब Deq इस एक्स्प्रेशन में इस एक्स्प्रेशन में इस एक्स्प्रेशन में आप इन सभी दूरियों को सब्स्टीट्यूट करते हैं इन सभी आंकड़ों को मैं सब्स्टीट्यूट करूंगा इसलिए सभी को यहां सब्स्टीट्यूट किया गया है 19 की शक्ति के साथ यदि आप गणना करते हैं तो Deq 615 मीटर होगा तो आपका मतलब यह है कि यह 615 मीटर होगा और अगला आपका है जिसे आप कहते हैं तो समतुल्य कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कि DSA और DSB के लिए दूरी आपको मिली है DSA आपको 00406 मीटर मिला है इसलिए यह कंडक्टर की त्रिज्या है जो इस बंडल्ड कंडक्टर के बराबर है ये सभी 3 कंडक्टर हैं इसके समतुल्य त्रिज्या इस समूह के लिए 0040406 मीटर होगा जिसका अर्थ है कि लाइन a3 कंडक्टर इक्वीलेटरल स्पेसिंग पर हैं और यह हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग समान रूप से आपके DSB आपके 00473 मीटर के बराबर है तो जैसे कि अगर इस पक्ष को कंडक्टर द्वारा एक सिंगल कंडक्टर द्वारा रिप्रेसेंट किया जा सकता है जिसकी त्रिज्या 00473 मीटर और दोनो Deq के बीच की दूरी तो Deq यहां गणना के बराबर है माना कि यह Deq 615 मीटर है तो यह 61 मीटर के बराबर है यह इक्वीवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन है अब मेरा आपसे एक प्रश्न है हालांकि हम बंडल्ड कंडक्टर का उपयोग कर रहे हैं यह त्रिज्या है यदि आप इसकी त्रिज्या लेते हैं तो यह 067 मीटर है और यहाँ यदि आप यहाँ ले जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ यह 0 0 है यह बात है जिसे आप 0 0 6 7 कहते हैं और यह 04 त्रिज्या में वृद्धि हुई है लेकिन इस समतुल्य चीज़ का उपयोग करने के बजाय हम इस का उपयोग करते हैं कि कुछ फायदे होने चाहिए आपके लिए सवाल है कि इस तरह के सिंगल कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के बजाय वे कौन से फायदे हैं तो यह इक्वीवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन है जैसे कि दो सिंगल कंडक्टर है तो अब समीकरण 7 लागू करने पर समीकरण 7 आपके पास है CABπϵ0DrArB उस समीकरण में यह πϵ0Dr1r2 दिया गया है यदि मुझे सही से याद है तो फैराड प्रति मीटर है आप समीकरण 7 पर वापस जाएं और इसे इस तरह लिया जाएगा तो d को सब्स्टीट्यूट करें आपका यह d के बजाय मैं इसे Deq बना सकता हूं तो इसलिए यह 𝜋 और 𝜖0 होगा यह 8854 10 12 ln आपके 615 को भागित rA rArB किया गया है जो कि आपके मूल रूप से DSA DSB है यह समीकरण वास्तव में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए यह समीकरण जो समीकरण 7 है उस समीकरण 7 को लिखा जा सकता है क्योंकि यह समीकरण 7 है इसे इस तरह सेCABπϵ0DeqDSADSB लिखा जा सकता है इस तरह लिखा जा सकता है यही कारण है कि यह वास्तव में समकक्ष rA और rB है यहाँ से मैं यह लिख रहा हूं समतुल्य rA और rB कुछ भी नहीं है लेकिन यह DSA है और यह DSB है इसलिए यदि आप इसे बनाते हैं तो आपको मिलेगा कि आपका 000562 माइक्रोफेराड प्रति किलोमीटर है इसलिए मुझे आशा है कि आप इस को समझ गए हैं केवल एक चीज कि सभी दूरी की गणना सही तरह से करने मे सावधान रहें अगला यह है कि लाइन के केपेसिटेन्स का पता लगाएं जैसा कि चित्र 15 में दिखाया गया है यह आकृति 15 है प्रत्येक उप कंडक्टर की त्रिज्या एक सेंटीमीटर है तो a b c aa bbcc जिसका अर्थ है प्रत्येक फेस में 2 कंडक्टर होते हैं और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग इन 2 कंडक्टरों के बीच दूरी 06 मीटर होती है और इन 2 फेस कंडक्टरों में ab या bc के बीच यह 6 मीटर होता है तो आपको लाइन कैपेसिटी का पता लगाना होगा तो r दिए गए 1 सेंटीमीटर के बराबर है जो 0001 मीटर के बराबर है Ds आसानी से आप गणना कर सकते हैं 12 के बराबर है आपको 007746 मीटर मिलेगा Deq 13 होगा अब आपको पता चल जाएगा कि abbcca Dab Dbc Dca की गणना कैसे करें तो यह Dabdabdabdabdab14 होगा dab 6 मीटर dab 6 मीटर dabकी गणना 62062 की जाती है तो इन सभी चीजों की आप गणना करते हैं सभी दूरियों की आप गणना करते हैं और आपको dab साथ ही dab और dab 603 मीटर मिलेगा यह भी वही 603 मीटर है और dacdac 12 मीटर और dac dac122062 12015 मीटर इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन से आप सभी गणना कर सकते हैं इसलिए Dab आप गणना करते है कि यह 6015 मीटर और D सिमेट्री से DabDbc बन जाएगा तो यह वही है तो यह 6015 मीटर केवल Dca है जो आपको dacdacdacdac की शक्ति ¼ सभी कोंबिनेशंस की गणना करने के लिए है मैंने आपको बताया कि अंदर सभी कोंबिनेशंस का पता लगाएं और की शक्ति ¼ तक क्योंकि प्रत्येक फेस में 2 कंडक्टर्स होते हैं इसलिए जब आप उनके बीच अपनी आपसी दूरियों पर विचार करते हैं तो दोनों के बीच कोंबिनेशंस 2 गुणित 2 4 होगा तो यह 1 भागित 4 है इन सभी दूरी को जो आप सभी को मिला है उसे सब्स्टीट्यूट करें यह 120075 मीटर है इसलिए Deq सीधे उस फॉर्मूले को पहले से ही बता देता है पहले ही Dab Dbc Dca 13 यह 7573 मीटर पर आ रहा है फिर समीकरण 34 लागू करें आपको Can00242DeqDs माइक्रो फेराड प्रति किलोमीटर मिलेगा Deq और Ds को सब्स्टीट्यूट करे अगर आप हल करते हैं तो आपको 001216 माइक्रो फेराड प्रति किलोमीटर मिलेगा मेरे द्वारा दिखाई गई विभिन्न समस्याओं को हल करे और एक और यह एक यह एक मुश्किल नहीं है बल्कि सरल है जो कंडक्टर 'a' के प्रति मीटर लंबाई के चार्ज मूल्य के लिए एक एक्स्प्रेशन प्राप्त करता है एक गैर ट्रांसपोज़्ड 3 फेस लाइन के लिए जैसा कि फिगर 16 में दिखाया गया है मैं आपको दिखाऊंगा कि फिगर 16 अप्लाइड वोल्टेज बेलेंस्ड 3 फेस है फेस 'a' के चार्जिंग करेंट को भी जानें इसलिए आपको कंडक्टर a की चार्ज वैल्यू प्रति मीटर की लंबाई के लिए एक एक्स्प्रेशन प्राप्त करना होगा एक अन ट्रांसपोज़्ड 3 फेज लाइन के लिए जैसा कि फिगर 16 में दिखाया गया है अप्लाइड वोल्टेज बेलेंस्ड 3 फेज है साथ ही आपको फेस 'a' के चार्जिंग करंट का पता लगाना होगा तो यह प्रत्येक कंडक्टर का कॉन्फ़िगरेशन हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन त्रिज्या है प्रत्येक कंडक्टर की त्रिज्या r है और यह आपके D के बीच a b c दूरी है आपके दो फेस कंडक्टर के लिए यहां भी D है तो पहले आपने देखा है कि आपके VbcVca और Vab लाइन से लाइन में वोल्टेज के लिए है तो यह हमने देखा है और तदनुसार हमने Vab Vac 3 Van देखी है जब हमने ये साबित किया उस समय हमने समान आरेख नहीं देखा है यह आपका Vbc है यह b यह टिप है क्योंकि b यह Vbc bc के लिए एरो यहाँ है Vab और इसी तरह आपका Vab तो यह Vab का मतलब है इस Vab के समानांतर इस Vab के समान Vab a टिप है और यह Vca है यहाँ Vca c है और जब आप यह करते हैं यह एक बेलेंस्ड सिस्टम है तो न्यूट्रल यहाँ है जब आप इन सभी चीजों में शामिल होते हैं तो यह Van है यह Vbn है और यह Vcn है तो इस VanVbnVcn इसे यहाँ रखे Van यह Van है Vbn यह Vbn है Vcn यह Vcn है तो इस तरह से पहले आप इस फेजर आरेख को बनाते हैं जिसका अर्थ है यदि Van रेफरेंस है तो VanV3 कोण 0 डिग्री क्योंकि हम मान लेते हैं Vab मेग्नीट्यूड मेग्नीट्यूड मेग्नीट्यूड लाइन से लाइन वोल्टेज मेग्नीट्यूड के लिए इसलिए मेरा Van V3 कोण 0 डिग्री होगा क्योंकि यदि आप Van को रेफरेंस के रूप में लेते हैं इसलिए आपके Vab का मतलब है Vab V∟300 डिग्री होना चाहिए क्योंकि Vab वास्तव में Van से 30 डिग्री तक लीड करता है तो Vab V∟300 डिग्री Vab मे यह लाइन से लाइन वोल्टेज है यह लाइन से लाइन वोल्टेज Van को 30 डिग्री से लीड करता है तो Vab V∟300 डिग्री इसी प्रकार Vbc यह Vbc है जो वास्तव मे Van से आपका 90 डिग्री से पिछड़ रहा है यही कारण है कि Vbc इसके बराबर है लाइन से लाइन वोल्टेज तो √3 का यहाँ या यहाँ Vbc V∟ 90 डिग्री से कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि यह इससे पिछड़ रहा है और इसी प्रकार Vca V∟150 डिग्री है इसका मतलब है कि Vca यह Vab और Vca के बीच यह 1200 300 है इसलिए 150 डिग्री कि Vca Van से 150 डिग्री से लीड कर रहा है यही कारण है कि हमने Vca V∟150 डिग्री लिखा है इसी तरह से आपका Vac V∟ 300 डिग्री होगा तो यह ca है यदि आप V चाहते हैं क्योंकि यह आवश्यक है Vac V∟ 300 डिग्री होगा कारण सिम्पल है मान लीजिए कि यह आपकी Van है यह Van है यह आपका लाइन टू लाइन वोल्टेज Vca था और यह आपका Vbc अब यह Vca है अगर मैं इसे अन्य तरीके से बनाता हूं तो यह Vac केवल ac 180 डिग्री होगा यानि की यह कोण यह कोण 30 डिग्री है इसका मतलब है कि आपका Vac Van से 30 डिग्री से लेग कर रहा है यही कारण है कि Vac लाइन से लाइन वोल्टेज है यही कारण है कि Vac V∟ 30 डिग्री के बराबर है यही कारण है कि हमने Vac V∟ 30 डिग्री लिया है तो यह समझने योग्य है तो ठीक है धन्यवाद